अगला एक विभिन्न अनुक्रम संरेखण है इसलिए हमने तीन अलग अलग तरीकों पर चर्चा की एक सांख्यिकीय विधि है चाउ फेसमैन और हमने सूचना सिद्धांत GOR विधि और हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल के बारे में चर्चा की हाइड्रोफोबिसिटी में पैटर्न के आधार पर ये सभी एकल अनुक्रम पर आधारित हैं यदि आपके पास एक अनुक्रम है तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है बस अवशेषों की वरीयता या उन प्रोफाइलों को देख सकते हैं जिनकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं बाद में हमें एहसास हुआ कि एक अनुक्रम का उपयोग करने के बजाय यदि आप जानकारी प्राप्त करते हैं उस विशेष क्रम के समान यह भविष्यवाणी प्रदर्शन को बढ़ा सकता है इसलिए उन्होंने विभिन्न अनुक्रम संरेखण का उपयोग करना शुरू कर दिया आप विभिन्न अनुक्रम संरेखण कैसे प्राप्त करते हैं अपना अनुक्रम लें होमोलोगस अनुक्रम प्राप्त करें और आप संरेखित कर सकते हैं कई अनुक्रम संरेखण प्राप्त करने के लिए हम किस कार्यक्रम का उपयोग करते हैं छात्र ClustalW ClustalW ClustalOmega हम विभिन्न अनुक्रम संरेखण के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यह आपका अनुक्रम है जिसे आपने होमोलोगस अनुक्रम प्राप्त किया है और फिर आप इस विभिन्न अनुक्रम संरेखण को प्राप्त कर सकते हैं अब हमें विभिन्न अनुक्रम मिलते हैं और अंत में मैं विभिन्न अनुक्रम संरेखण देख सकता हूं और अगर आप अनुक्रम में देखते हैं उनमें से कुछ संरक्षित हैं संरक्षण क्या है छात्र लगभग सभी अवशेष एक ही स्थिति में एक ही अवशेषों का संरक्षण उदाहरण के लिए पहला अवशेष लें यह अत्यधिक संरक्षित है और कुछ मामलों में यह परिवर्तनशील है यह P यहां संरक्षित है और O को यहां संरक्षित किया गया है और कुछ पदों पर आप परिवर्तनशीलता देख सकते हैं कई अवशेषों के साथ परिवर्तन उदाहरण के लिए हम यहाँ I K V लेते हैं और हाँ कई अवशेष हैं वे परिवर्तनशीलता को बदलते हैं इसलिए यदि यह अत्यधिक संरक्षित है तो भविष्यवाणी के प्रदर्शन की संभावना अधिक है क्योंकि हम विभिन्न अनुक्रमों से समान लेते हैं इसलिए क्या करना है जब आप इन अनुक्रम संरेखण बनाते हैं तो हमारे पास विभिन्न अनुक्रम संरेखण हैं जो करने के लिए अलग अलग तरीके हैं पहला मामला यह है कि हमें GOR मूल्य मिल सकता है इसका मतलब है कि हमारे पास घटना मेट्रिसेस की आवृत्ति है तो हेलिक्स स्ट्रैंड और कॉइल की घटना की आवृत्ति प्राप्त करें अनुक्रम संरेखण में विभिन्न अवशेषों के लिए और फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा सबसे अधिक है आप भविष्यवाणी कर सकते हैं यहाँ आत्मविश्वास बढ़ता है अगर यह अत्यधिक संरक्षित है तो क्यों छात्र अधिक जानकारी क्योंकि हमें उसी अनुक्रम के लिए समान जानकारी मिलती है यदि आप इन सभी चीजों को जोड़ते हैं तो हम उच्च मूल्य प्राप्त करेंगे तो अगर अत्यधिक संरक्षण हम उच्च विश्वास मूल्यों को प्राप्त करेंगे तो अगर यह प्रविष्टि विलोपन है जहाँ आप कहते हैं कि एक अंतर है फिर हम कहते हैं कि मूल्य 0 है और अन्य वे हेलिक्स स्ट्रैंड और कॉइल के लिए तालिका प्राप्त करते हैं और मुड़ते हैं और मूल्य प्राप्त करते हैं और अंत में 4 अलग अलग राज्यों को देखते हैं तब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं यदि विश्वास बहुत अधिक है 0 से 1 के बीच के संरक्षण स्कोर पर आधारित है यदि यह 1 है तो आप 0 के मूल्य से उच्च सम्मेलन प्राप्त कर सकते हैं तो पहली भविष्यवाणी Zpred है यह विभिन्न अनुक्रम संरेखण का उपयोग करके और इस एक का उपयोग करके पहला द्वितीयक संरचनात्मक भविष्यवक्ता है फिर दूसरे द्वितीयक संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न अनुक्रम संरेखण का उपयोग करने का एक और तरीका है उदाहरण के लिए यदि आपके पास यह विभिन्न अनुक्रम संरेखण है यह अज्ञात है और उदाहरण के लिए यदि आप ज्ञात से ये संख्या प्राप्त करते हैं इसका मतलब है आप अपने स्वयं के अनुक्रम को BLAST से खोजते हैं PDB अनुक्रमों के डेटा सेट के साथ ज्ञात संरचना अनुक्रमों के साथ और यदि आप यह संरेखण कर सकते हैं पहले वाला अज्ञात है और अन्य सभी क्रम जो हम द्वितीयक संरचनाओं को जानते हैं उदाहरण के लिए हम दूसरा क्रम लेते हैं हम इन दृश्यों को द्वितीयक संरचना में बदलते हैं इसका मतलब है कि अनुक्रम होगा उदाहरण के लिए यदि आपके पास अनुक्रम है यह तुम्हारा अज्ञात क्रम है इसलिए आप ज्ञात मूल्यों के साथ संरेखित करें ज्ञात संरचनाएं फिर यदि आपके पास एक अलग संरेखित है संरेखित अनुक्रम ये संरेखित अनुक्रम हैं और प्रत्येक संरेखित अनुक्रम के लिए आपके पास दूसरा संरचना असाइनमेंट है उदाहरण के लिए यह हेलिक्स है इसलिए प्रत्येक मामले के लिए हमारे पास द्वितीयक संरचना असाइनमेंट है और यहां मान देखें यदि यह हेलिक्स हेलिक्स हेलिक्स हेलिक्स हेलिक्स है तो आप इसके लिए यह मूल्य असाइन कर सकते हैं इसलिए प्रत्येक स्थिति के लिए यदि आप ज्ञात द्वितीयक संरचनाएं जानते हैं तो आप मान निर्दिष्ट कर सकते हैं और फिर आप अपने क्वेरी अनुक्रम के लिए द्वितीयक संरचना प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि सटीकता अधिक है आप देख सकते हैं कि संरक्षण बहुत अधिक है अन्य तरीके से यदि संरक्षण उदाहरण के लिए उच्च है अगर यह बहुत ही अवशेष है और इस मामले में आप उच्च सटीकता के साथ भविष्यवाणी मान देख सकते हैं तो संरेखण स्कोर बढ़ता है या कई अनुक्रम संरेखण अत्यधिक आत्मविश्वास है और फिर सटीकता बढ़ जाती है इसलिए उन्होंने कई प्रोटीनों को होमोलोगस अनुक्रमों के साथ किया और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और प्रदर्शनों को देखने की कोशिश की जो क्रम हैं जो कि उच्च संरेखित हैं वे अवशेषों की तुलना में उच्च प्रदर्शन हैं जो निचले प्रदर्शन में हैं यह वर्तमान में अनुसंधान समस्या में है हमारे पास विकार क्षेत्र में मुद्दा है क्योंकि उचित संरेखण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है तो इस द्वितीयक संरचनाओं की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है जब वे किसी भी परिसर के साथ बनाते हैं तो अब वहाँ Jpred नामक विधि है यह शुरुआती तरीकों में से एक है उन्होंने कई अनुक्रम संरेखण का उपयोग किया यह इनमें से कोई भी अमीनो एसिड अनुक्रम लेता है यह इनपुट अनुक्रम आप जानते हैं कि यदि आप भविष्यवाणी करते हैं तो यह आपको किसी भी अनुक्रम के साथ साथ द्वितीयक संरचना के लिए अनुक्रम संरेखण देगा उदाहरण के लिए यदि आप अपना अनुक्रम चलाते हैं इसलिए यह आपका विभिन्न अनुक्रम संरेखण है और यहां आप अनुमानित विधि देख सकते हैं यहाँ इस का क्या मतलब है छात्र हेलिक्स हेलिक्स इस तीर का क्या मतलब है स्ट्रैंड इसलिए आप कई अनुक्रम संरेखण देख सकते हैं या यह एक उच्च संरक्षण है और यदि संरक्षण स्कोर अधिक है तो आप भविष्यवाणी सटीकता भी बहुत अधिक देख सकते हैं उन्हें इसकी जानकारी मिल सकती है इसलिए हमने प्रसार और सूचना सिद्धांत हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल और कई अनुक्रम संरेखण के बारे में चर्चा की यदि आप प्रदर्शन देखते हैं प्रत्येक विधि से आप प्रदर्शन में सुधार देख सकते हैं पहले हमने 60 प्रतिशत 65 प्रतिशत 68 प्रतिशत और विभिन्न अनुक्रम संरेखण के साथ शुरू किया यदि हमें अच्छे संरेखण मिलते हैं तो आप 65 से 70 प्रतिशत तक प्राप्त कर सकते हैं तो अब उन्होंने एक मशीन लर्निंग में सारी जानकारी डालने की कोशिश की क्योंकि यहाँ हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है कैसे प्रत्येक सुविधा के लिए द्वितीयक संरचना भविष्यवाणी में प्रदर्शन करता है कहते हैं कि सभी जानकारी जोड़ें और मशीन लर्निंग की तकनीक डालें मशीन लर्निंग तकनीक केवल आउटपुट के साथ इनपुट सुविधाओं का मानचित्रण है उदाहरण के लिए आपके पास 100 प्रोटीन हैं सभी 100 प्रोटीन हम असाइनमेंट जानते हैं खंड 5 से 10 हेलिक्स है 8 से 12 और फंसे और यहाँ हमारे पास जानकारी है कि हम जानते हैं कि केंद्रीय अवशेष पड़ोसी अवशेष जिन्हें हम जानते हैं पेटेंट जिन्हें हम जानते हैं पसंदीदा अवशेष जिन्हें हम जानते हैं हम सभी जानकारी देते हैं फिर मशीन लर्निंग एक तरह का ब्लैक बॉक्स है यह आउटपुट के साथ इस इनपुट अनुक्रम को मानचित्र करता है और प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए भार प्रदान करता है बाद की कक्षाओं में हम और अधिक विवरणों पर चर्चा करेंगे इसलिए वे विकास संबंधी जानकारी के लिए अनुक्रम संरेखण के बारे में जानकारी देते हैं और उन्होंने मशीन लर्निंग की किसी भी तकनीक का इस्तेमाल किया कई तकनीकें उपलब्ध हैं तंत्रिका नेटवर्क सपोर्ट ऑटोमेशन इसलिए कई विधियाँ उपलब्ध हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप तंत्रिका नेटवर्क लेते हैं यह ज्ञात जानकारी को सीखता है जिसे हम इनपुट के रूप में देते हैं उदाहरण के लिए अमीनो एसिड पैटर्न या किसी भी पड़ोसी अवशेष जानकारी और वे इस जानकारी को सीखने की कोशिश करते हैं वे आपको विभिन्न विंडोज का उपयोग करने की अनुमति देते हैं वे 3 5 7 9 का उपयोग कर सकते हैं और फिर विंडोज को अनुकूलित कर सकते हैं और द्वितीयक संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए मापदंडों या किसी भी गुण का अनुकूलन कर सकते हैं यह कैसे होता है इसलिए इनपुट अनुक्रम लें यह आपके लिए प्रोटीन अनुक्रम है यदि आपके पास यह KTLVMTSAV है तो हम प्रोफ़ाइल मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं प्रोफ़ाइल मैट्रिक्स कैसे प्राप्त करें छात्र PSSM PSSM को कई अनुक्रम संरेखण मिलते हैं कई अनुक्रम संरेखण से हम किसी विशेष स्थान पर पसंदीदा अवशेष हैं इसलिए हमें मूल्य मिलते हैं फिर वे विंडो की लंबाई लेते हैं वे अलग अलग विंडो की लंबाई का उपयोग कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अगर वहाँ 13 है वहाँ 6 से 6 है वे सभी जानकारी लेते हैं और मशीन लर्निंग में सब कुछ डालते हैं उदाहरण के लिए तंत्रिका नेटवर्क जो आपको प्रत्येक अवशेष के हेलिक्स में या स्ट्रैंड में या कॉइल में अलग अलग होने की संभावना देगा उदाहरण के लिए यदि आप 3 राज्य लेते हैं यह आपको संभावना देगा यदि यह मामला है तो केंद्रीय अवशेष 3 में 1 ये पड़ोसी अवशेष हैं यह एक पसंदीदा स्थान है और इतने पर यह मानचित्र कर सकता है ताकि हेलिक्स की यह संभावना 05 स्ट्रैंड 02 है और कॉइल 01 है तब हम देख सकते हैं आप हेलिक्स या स्ट्रैंड या कॉइल इत्यादि में जो सबसे अच्छा हो सकता है उसे देख सकते हैं तो यहाँ यह एक उदाहरण है तो यहाँ आप इनपुट अनुक्रम है तो यह केंद्रीय अवशेष है यह Y है इनपुट परत उनके पास 21 मूल्य है 20 विभिन्न अमीनो एसिड के लिए 20 मान 1 गद्दी अनुक्रम के लिए कि वे अगले एक को संरेखित करें या वे इसे प्रविष्टि और विलोपन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं तो Y यहाँ सही है इसलिए उन्होंने यहां एक और सभी को रखा यह है कि 0 इसी तरह वे कुछ छिपी हुई परतें हैं यहाँ वह जगह है जहाँ वे आपके डेटा को प्रशिक्षित करते हैं तो उन्होंने अलग अलग भार सौंपा तो यहाँ या यहाँ डाल दिया अलग अलग तरीके वे करते हैं इसके बीच में i और j और इसके वजन के आधार पर वे आउटपुट के लिए मान देते हैं हेलिक्स में या स्ट्रैंड में या कॉइल में उस विशेष अवशेष Y की वरीयता या कुछ पसंदीदा संभावना क्या है उदाहरण के लिए यदि आप इसे 1 के रूप में देते हैं यह संभावना 0 है यह संभावना 0 तब आप कह सकते हैं कि यह अवशेष एल हेलिक्स में है तो इसी तरह वे इसे प्रत्येक के लिए करते हैं अवशेष नहीं यह अवशेष उदाहरण के लिए है यदि यह Y है तो यह है कि आप देख सकते हैं ये Y हैं प्रत्येक अवशेष के लिए आप संभावना प्राप्त कर सकते हैं इस संभावना से आप देख सकते हैं कि यह एक हेलिक्स या स्ट्रैंड या कॉइल हो सकता है तो यह सर्वर है इसलिए यह एक इनपुट के रूप में एमिनो एसिड अनुक्रम लेता है और वे उस जानकारी को लेते हैं जो आपने अनुक्रम से प्राप्त की है फिर वे वांछित आउटपुट देते हैं यह आपका क्रम है और यहां आप देख सकते हैं यह आपकी द्वितीयक संरचना है तो PHD उच्चतम प्रदर्शन करने वाली विधियों में से एक है इसलिए यह 1993 में उस समय लगभग 70 प्रतिशत की सटीकता हासिल कर सकता था उन्होंने सूचनाओं को मैप करने और द्वितीयक संरचनाओं और उच्चतम सटीकता की भविष्यवाणी करने के लिए एक तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किया इसलिए अब यदि आप वृद्धि देखते हैं इन सांख्यिकीय विधियों से मशीन सीखने तक आप सटीकता में वृद्धि देख सकते हैं और अंत में वे उच्चतम सटीकता प्राप्त करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क में विभिन्न सूचनाओं को संयोजित करने में सक्षम हो सकते हैं अब अगला एक है इसलिए उनके पास अलग अलग तरीके हैं और आप क्या तरीके अपनाते हैं प्रदर्शन लगभग 60 से 70 प्रतिशत है इसलिए अब वे उदाहरण के लिए सर्वसम्मति का उपयोग करने की कोशिश करते हैं यदि आपके पास 10 15 पूर्वानुमान विधियां हैं किसी भी एमिनो एसिड अनुक्रम को अलग अलग तरीकों का उपयोग करने का प्रयास करें और द्वितीयक संरचनाओं की भविष्यवाणी करें और देखें कि एक ही द्वितीयक संरचना में एक ही अवशेषों की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोई प्रवृत्ति है इस मामले में वे एक विशेष अनुक्रम लेते हैं उदाहरण के लिए हमारे यहाँ एक क्रम है चाउ और फ़स्मान का उपयोग करें और आप मान प्राप्त करते हैं उदाहरण के लिए द्वितीयक संरचना प्राप्त करें यह EEEHHHCCCC CHHHH है फिर हम GOR का उपयोग करते हैं और हमें द्वितीयक संरचनाएँ मिलती हैं उदाहरण के लिए यह इस तरह देगा फिर हम एक प्रोफ़ाइल और विभिन्न अनुक्रम संरेखण का उपयोग करते हैं जहां मैं तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करूंगा हमें मूल्य मिलते हैं फिर इन मूल्यों की तुलना करें उदाहरण के लिए इस क्षेत्र यदि सभी विधियां हेलिक्स या बहुसंख्यक मतदान की भविष्यवाणी कर सकती हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास 11 विधियाँ हैं और यदि 8 विधियाँ किसी विशेष संरचना जैसे कि हेलिक्स या स्ट्रैंड की भविष्यवाणी करती हैं फिर हम उस अवशेष को हेलिक्स या स्ट्रैंड में रख सकते हैं इसलिए अब हम ज्ञात डेटाबेस के साथ प्रयोगात्मक डेटा की तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं हम कितना सुधार कर सकते हैं देखें कि क्या हम यह सर्वसम्मति विधि या संयुक्त भविष्यवाणी के तरीके करते हैं उन्होंने पाया कि यह विधि किसी भी व्यक्तिगत तरीकों की तुलना में प्रदर्शन में सुधार कर सकती है यह वही है और दूसरा पहलू वे प्रत्येक अनुक्रम का आउटपुट भी कर सकते हैं हम द्वितीयक संरचनाएं प्राप्त करेंगे और यह किसी भी मशीन लर्निंग का इनपुट हो सकता है उदाहरण के लिए यदि हम इसे लेते हैं इनपुट जानकारी फिर से वे इनपुट जानकारी भी डाल रहे है अनुक्रम का उपयोग करने के बजाय वे अनुक्रम से प्राप्त आउटपुट देते हैं और वे प्रशिक्षित करते हैं और देखते हैं कि हेलिक्स या स्ट्रैंड या कॉइल होने की संभावना क्या है फिर जिस विधि से हम प्रशिक्षण लेंगे और देखेंगे यह एक पहला अवशेष है जिसमें हेलिक्स या स्ट्रैंड या कॉइल की संभावना हो सकती है ये तरीके हम कर सकते हैं तो यह कैसे करना है पहले आप किसी भी अनुक्रम को देख सकते हैं यह आपका इनपुट अनुक्रम है और वे उदाहरण के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं Jpred Jpred किस पर आधारित है छात्र MSA विभिन्न अनुक्रम संरेखण वे बाद में अन्य जानकारी का उपयोग भी करते हैं उदाहरण के लिए मशीन सीखने और सभी इसलिए मुख्य रूप से यह विभिन्न अनुक्रम संरेखण के आधार पर शुरू में विकसित किया गया है तो Jpred इन अवशेषों की भविष्यवाणी कर रहा है हेलिक्स हेलिकल क्षेत्र तो GOR लेते हैं GOR क्या है छात्र थ्योरी जानकारी सूचना सिद्धांत यह जानकारी सिद्धांत तो यह एक बीटा स्ट्रैंड के रूप में इसकी भविष्यवाणी करता है और यहां यह हेलिक्स कुछ कॉइल और पूरे खंड है हमने हेलिक्स या स्टैंड या कॉइल के रूप में भविष्यवाणी की है और यह एक और तरीका है PHD यह तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है तो यह यहाँ उदाहरण के लिए मूल्य है मैं केवल तीन तरीके दिखाता हूं वर्तमान में कई विधियाँ उपलब्ध हैं और आप प्रदर्शन के आधार पर अधिक से अधिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि कोई सहमति है उदाहरण के लिए यह क्षेत्र यदि आप सभी तरीकों को हेलिक्स के रूप में भविष्यवाणी करते हुए देखते हैं तो कोई टकराव नहीं है इसलिए आप इस क्षेत्र का उपयोग हेलिक्स के रूप में कर सकते हैं और यह क्षेत्र यदि आप इस क्षेत्र को देखते हैं तो यहां यह हेलिक्स के रूप में भविष्यवाणी करता है और यह हेलिक्स के रूप में भविष्यवाणी करता है जब की यहाँ यह कोइल के रूप में भविष्यवाणी करता है लेकिन अगर आप अधिकांश मतदान लेते हैं 3 में से 2 हेलिक्स के रूप में भविष्यवाणी की इसलिए हम इसे हेलिक्स के रूप में ले सकते हैं लेकिन हम आत्मविश्वास देखते हैं इस क्षेत्र की तुलना में शायद इसने एक उच्च आत्मविश्वास की भविष्यवाणी की है क्योंकि यहां इस क्षेत्र की तुलना में संभावना कम है यह हेलिकल क्षेत्र इसी तरह अगर हम यहां देखें तो आप इस भविष्यवाणी को E के रूप में देख सकते हैं इसलिए इसे E के रूप में भी असाइन किया गया है कुछ मामले अब पूरी तरह से अलग हैं यह हेलिक्स के रूप में है और इसे कॉइल के रूप में भविष्यवाणी की गई है और बीटा स्टैंड में यह भविष्यवाणी की गई है इस मामले में हम नहीं जानते कि यह कौन सा है जो भ्रमित है यहाँ हम केवल तीन मामले हैं यही कारण है कि यह भ्रामक है यदि हम 10 या 11 तरीकों का उपयोग करते हैं तो आपके पास कुछ प्रकार के नंबर होंगे और संख्याओं के आधार पर हम द्वितीयक संरचनाओं को असाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रयोगात्मक डेटा की तुलना में किस सेगमेंट का सही अनुमान लगाया जा सकता है तो यह एक पूर्ण अनुक्रम है तो अब हम मान प्राप्त करेंगे और इस विधि को आम सहमति कहा जाता है या आप देख सकते हैं कि यह एक संयुक्त भविष्यवाणी है या इस मतदान उदाहरण आधारित पद्धति पर आधारित है दूसरा हम उपयोग कर सकते हैं मेटा भविष्यवाणी में कई विधियाँ उपलब्ध हैं तो वे क्या करते हैं वे पहले एक अनुक्रम लेते हैं उदाहरण के लिए यदि हम अनुक्रम लेते हैं और भविष्यवाणी करते हैं द्वितीयक संरचनाओं वे इन सूचनाओं को इनपुट के रूप में उपयोग करते हैं और इस डेटा को प्रशिक्षित करते हैं किसी भी मशीन सीखने का उपयोग करना और हम आउटपुट प्राप्त करते हैं इस मामले में यह इस प्रकार की स्थितियों पर विचार करेगा और वे परिणामों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम प्रयोगात्मक डेटा जानते हैं कि मूल्यों को कैसे निर्दिष्ट किया जाए ये मेटा भविष्यवाणियां आमतौर पर अन्य विधियों की तुलना में बेहतर काम करती हैं किसी भी अन्य व्यक्ति के तरीके जो साहित्य में बताए गए हैं तो कई विधियाँ हैं जो व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणी करती हैं व्यक्तिगत भविष्यवाणी का मुख्य लाभ क्या यह है कि हम यह बता सकते हैं कि विधि अच्छी तरह से भविष्यवाणी क्यों करती है विधि विफल क्यों होती है क्योंकि यदि प्रवृत्ति अधिक है और क्षेत्र बीटा स्ट्रैंड है हम जानते हैं कि यह उस उच्च मूल्य के कारण उच्च मूल्य है यह गलत भविष्यवाणी है भले ही यह उच्च मूल्य है और यदि यह हेलिक्स है फिर आप कह सकते हैं कि उच्च प्रसार का कारण यह है यह हेलिक्स की सही पहचान कर सकता है इसी तरह सूचना सिद्धांत या प्रोफाइल हम समझा सकते हैं जब आप मशीन लर्निंग के साथ जाते हैं और इन मेटा भविष्यवाणियों के साथ जाते हैं हमें बेहतर परिणाम मिले लेकिन समस्या यह है यह समझाना बहुत मुश्किल है कि यह तरीका क्यों है यह प्रोटीन की भविष्यवाणी बहुत अधिक है यह सटीकता कम क्यों है इत्यादि संक्षेप में हमने विभिन्न तरीकों पर चर्चा की हमने किन विभिन्न तरीकों पर चर्चा की छात्र प्रवृत्ति सही पहले एक प्रवृत्ति है इसलिए या हम चाउ फेसमैन को देख सकते हैं और हमने सूचना सिद्धांत के बारे में चर्चा की छात्र GOR गार्नियर GOR तो आप हाइड्रोफोबिसिस प्रोफाइल लगाते हैं यहां हम एकल मूल्यों के साथ साथ औसत विंडोज के साथ भविष्यवाणी कर सकते हैं और फिर हमने इसके बारे में चर्चा की छात्र एकाधिक अनुक्रम संरेखण विभिन्न अनुक्रम संरेखण MSA यहां भी दो तरीके से आप कई अनुक्रम संरेखण का आकलन कर सकते हैं या तो GOR से पैरामीटर लेते हैं या आप प्रायोगिक डेटा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आप द्वितीयक संरचनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं इसलिए उन्होंने यह भी पाया कि संरेखण बढ़ता है अत्यधिक संरक्षित तो भविष्यवाणी का प्रदर्शन भी बढ़ जाता है तो Jpred एक है या Zpred यह पहली बार द्वितीयक संरचनाओं की भविष्यवाणी के लिए विभिन्न अनुक्रम संरेखण का उपयोग करता है और फिर हमने तंत्रिका नेटवर्क के बारे में चर्चा की या आप मशीन को सीख सकते हैं यहां वे इनपुट जानकारी लेते हैं और वे आउटपुट की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं यह कहते हैं कि द्वितीयक संरचनाएं फिर अंत में हमने सर्वसम्मति के बारे में चर्चा की आम सहमति विधियों के दो प्रकार एक सामूहिक प्रभाव पर आधारित है छात्र सामूहिक प्रभाव सामूहिक प्रभाव आधारित तरीके यह कैसे काम करता है छात्र मतदान का बड़ा हिस्सा मतदान की अधिकांशता यह कई विधि विधियों को लेता है और मतदान प्राप्त करता है जो एक सबसे अधिक था इसलिए यह एक द्वितीयक संरचना हेलिक्स या स्ट्रैंड या कॉइल है मेटा भविष्यवाणियों के मामले में वो क्या करते है छात्र वे प्रशिक्षण लेते हैं वे प्रत्येक एकल विधि के आउटपुट को प्रशिक्षित करते हैं और अंत में वांछित आउटपुट की भविष्यवाणी के लिए जानकारी का उपयोग करते हैं यह है कि वे कैसे करते हैं इसलिए वर्तमान परिदृश्य में हम देख सकते हैं प्रदर्शन की विविधताओं को और हम लगभग 75 से 80 प्रतिशत सटीकता देख सकते हैं अब हम द्वितीयक संरचनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं इसलिए वर्तमान में कंप्यूटिंग में प्रगति के कारण बड़ा डेटा कहना बड़ी मात्रा में डेटा और गहन शिक्षा वे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की भविष्यवाणी सहित लगभग सभी भविष्यवाणी उद्देश्यों में गहरी शिक्षा का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं वे इस जानकारी को मानचित्र करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भविष्यवाणी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमने द्वितीयक संरचनाओं के बारे में चर्चा की अगली कक्षाओं में हम तृतीयक संरचनाओं से गुजरेंगे तो प्रोटीन 3 डी संरचनाओं से हमें कौन सी प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है विभिन्न डेटाबेस क्या हैं और हम प्रोटीन 3D संरचनाओं में उपलब्ध जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं किसी भी गुण को प्राप्त करने के लिए और हम भविष्यवाणियों के लिए अलग अलग दायित्वों के साथ इन गुणों का उपयोग कैसे कर सकते हैं या तह और बंधन और इतने पर समझना होगा ध्यान देने के लिये आपको धन्यवाद